आज हम ग्रेटिंग डिफ़्रैक्शन प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको ग्रेटिंग डिफ़्रैक्शन प्रयोग का प्रदर्शन भी करके दिखाऊंगा हम इस प्रयोग का वर्किंग फार्मूला देखेंगे इस प्रयोग का लक्ष्य यह है कि हमें मर्करी की विशेष लाइन की वेवलेंथ को नापना है यह कोई और भी सोर्स हो सकता था लेकिन हमारी प्रयोगशाला में हम मर्करी सोर्स का इस्तेमाल करेंगे इसकी काफी सारी स्पेक्ट्रेल लाइन होती हैं जिनमें से कुछ खास की इंटेंसिटी तीव्र होती है हम इन खास मर्करी लाइन की वेवलेंथ को निकालेंगे और साथ ही ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर और उसकी डिस्पर्सिव पावर को भी निकालेंगे इसे डिफ़्रैक्शन ग्रेटिंग प्रयोग कहते हैं इस प्रयोग से हम दिए गए सोर्स की वेवलेंथ की गणना करते हैं यह सोर्स मर्करी हो सकता है हाइड्रोजन हो सकता है या कैडमियम भी हो सकता है जिससे हम ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर और तो और डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेटिंग N स्लिट डिवाइस होती है जैसे सिंगल स्लिट डबल स्लिट वैसे ही जो N स्लिट की होती है उसे ग्रेटिंग कहते हैं यदि ग्रेटिंग तत्व d है और इसमें अपारदर्शी पार्ट हिस्सा भी होता है यदि आप एक ऐसे स्लिट को देखते हैं जिसका एक भाग a खुला होता है और डबल स्लिट के लिए 2 भाग खुले होते हैं और उनके बीच में एक अपारदर्शी भाग होता है उन दोनों स्लिट के बीच की दूरी उतनी होगी जितनी कि दूरी दोनों स्लिट के केंद्र के बीच में होगी अर्थात a2 इधर से और a2 उधर से और इनके बीच की दूरी b तो दोनों स्लिट के केंद्र की दूरी d a2ba2 d ab इस d को ग्रेटिंग तत्व कहते हैं यह ग्रेटिंग प्रयोग फ्राउनहोफर टाइप का डिफ़्रैक्शन है जैसा कि आप जानते हैं यहां पर 2 तरीके का डिफेक्शन होता है एक फ्रेसनेल डिफ़्रैक्शन और दूसरा फ्राउनहोफर डिफ़्रैक्शन फ्रेशनेल डिफ़्रैक्शन में या तो सोर्स नहीं तो स्लिट नहीं तो दोनों में से कोई एक सीमित दूरी पर होते हैं अगर दोनों अनंत दूरी पर होंगे तो उससे फ्राउनहोफर टाइप कहेंगे अगर उनमें से कोई एक या दोनों फाइनाइट दूरी पर होंगे तो उस तरीके के डिफ़्रैक्शन को हम लोग फ्रेशनेल डिफ़्रैक्शन कहेंगे यह प्रयोग फ्राउनहोफर तरीके के प्रयोग हैं अर्थात वस्तु और उसकी छवि दोनों ही अनंत दूरी पर होंगी किंतु प्रयोगशाला में सीमित दूरी होती है और इस प्रयोग के लिए हमें अनंत दूरी चाहिए और अनंत दूरी होने पर ग्रेटिंग पड़ने वाला प्रकाश समानांतर किरण वाला होगा और उसका चित्र अनंत पर बनेगा अर्थात डिफ्रैक्टेड किरणें जो समानांतर होंगी वह इमेज को अनंत पर बनाएँगे तो हमें सीमित दूरी में ही एक ऐसा सेट अप करना होगा ताकि वह अनंत दूरी के बराबर हो जिसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे यदि हम कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं और सोर्स को सीमित दूरी पर मतलब फोकल प्वाइंट पर रखते हैं तो लेंस के दूसरी दिशा में हमें समानांतर किरणें मिलेंगी जो की अनंत दूरी आने वाले प्रकाश के समान होंगे इस प्रकार से समानांतर डिफ्रैक्टिव किरणें एक साथ आएँगी और इन समानांतर किरणों से सीमित दूरी पर छवि बनाने के लिए हमें फिर से कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसी वजह से हम इस कॉन्वेक्स लेंस को इस तरह से रखेंगे की जब समानांतर किरण इस पर पड़े तो स्क्रीन पर लेंस के फोकल प्वाइंट होने की वजह से छवि हमें स्क्रीन पर मिले यही कारण है यदि हम काली मीटर का प्रयोग करते हैं अथवा हम PGM स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं तो यह काली मीटर समानांतर किरणों का उत्सर्जन करती हैं जो बाद में ग्रेटिंग के ऊपर गिरती हैं और फिर डिफ्रैक्टेड किरणें अलग अलग समानांतर किरणें का सेट बनाती है हर सेट एक अपनी तरह का ऑर्डर देगा जो अलग अलग कोड पर निर्भर करेगा हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है और इसके पास आईपीस होता है जिसके द्वारा हम छवि को देखते हैं हमारी इमेज टेलीस्कोप के फोकल प्वाइंट पर बनेगी और उस फोकल प्वाइंट पर हम क्रॉसवायर को रखेंगे क्रॉसवायर पर इमेज बनेगी और हम आईपीस के द्वारा देख पाएंगे कि यह डिफ़्रैक्शन फ्राउनहोफर डिफ़्रैक्शन है दूसरी कंडीशन है जिसमें प्रकाश समानांतर गिरे गा जो ग्रेटिंग के परपेंडिकुलर होगा जिससे इंसीडेंट एंगल शून्य हो जाएगा हमें ग्रेटिंग को इस तरीके से रखना होगा ताकि काली मीटर से जो भी प्रकाश आए बहुत ग्रेटिंग पर परपेंडिकुलर ली गिरे आपको ग्रेटिंग को इस प्रकार से सेट करना है ताकि वह कोलीमीटर पर परपेंडिकुलर ली गिरे क्योंकि हमारे पास जो वर्किंग फार्मूला है वह फार्मूला सिर्फ परपेंडिकुलर इंसिडेंट या नॉर्मल इंसिडेंट पर ही काम करता है जिससे हमारी दूसरी कंडीशन पूर्ण हो जाती है और यहां 2 तरीके की ग्रेटिंग है आपकी रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग और ट्रांसमिशन ग्रेटिंग और हम लोग यहां पर ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का प्रयोग करेंगे और हम लोग दूसरी तरफ डिफ्रैक्टेड रे को देखेंगे अगर यह रिफ्लेक्टिंग ग्रेटिंग होगी तो हमें इमेज भी उसी तरफ दिखेगी लेकिन हम ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का प्रयोग करेंगे अगर यह प्रकाश मोनोक्रोमेटिक प्रकाश हुआ तो दूसरी तरफ हमें फ्रिंज दिखेगी हमें अलग अलग प्रकार की फ्रिंज दिखेगी और यह फ्रिंज अलग अलग आर्डर में होंगी यदि हम सेंटर से किसी भी साइट जाएंगे तो हमें ऑर्डर दिखेगा जैसे पहला ऑर्डर दूसरा आर्डर या तीसरा आर्डर और यह आर्डर दोनों ही तरफ सिमिट्रिकल होगा यदि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें जो प्रकाश मिलेगा उसमें अलग अलग वेवलेंथ होंगी जैसे मर्करी जब अलग अलग रंग की लाइट दूसरे साइड आएँगी तो वह हर एक रंग के लिए अलग फ्रिंज पैटर्न बनाएगा जैसे पहला ऑर्डर दूसरा आर्डर तीसरा ऑर्डर और यदि आप केवल पहले आर्डर को देखेंगे तो आप पाएंगे की लाइंस अलग अलग रंग की हैं और यह अलग अलग ऑर्डर का प्रकाश अलग अलग रंग के लिए होगा जैसे पहला आर्डर और यह लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड एक जैसा समान होगा आपको दोबारा एक दूसरी दूरी पर एक ज्यादा बड़े एंगल पर दूसरा आर्डर मिलेगा और आप दूसरा आर्डर तीसरा आर्डर इत्यादि देखेंगे यह सब को हम प्रिंसिपल मैक्सिमा कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा का कंडीशन है डी साइन थीटा बराबर एंड लेमदा जहां डी ग्रेटिंग एलिमेंट है साइन थीटा डिफरेंट एंगल है एन फ्रिंज का आर्डर है और लेमदा वेवलेंथ है और अब हम लेमदा वेवलेंथ निकालेंगे जहां वेवलेंथ बराबर है डी साइन थीटा बाय एन डी साइन थीटा बाय एन अब हमें ग्रेटिंग एलिमेंट जानना है ज्यादातर यह सप्लाई होता है असलियत में यह सप्लाइड नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट या नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट चौड़ाई होता है वैसे तो कंपनियां नंबर ऑफ लाइन पर इंच के हिसाब से सप्लाई करती हैं लेकिन हम इसे सेंटीमीटर में लेते हैं अर्थात आपको जितनी भी नंबर ऑफ लाइन पर इंच दिया हो उसे आप 254 से भाग करें वह आपको नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर दे देगा यदि आप नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर जानते हैं तो वह आपको डी दे देगा वह डी फिर आप कैलकुलेट करके आगे की गणना कर सकते हैं अब हमें केवल यह थीटा को मेजर करना है अलग अलग ƛ के लिए जो हमें पहला ऑर्डर यानी कि n 1 के लिए देगा तो अब हमें यह निकालना है कि यह थीटा अलग अलग रंग के लिए क्या होगा अगर हमने यह मेजर कर लिया की डिफ़्रैक्शन का एंगल थीटा क्या है अलग अलग ƛ के लिए तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करके डिफ़्रैक्शन एंगल का प्रयोग करते हुए अलग अलग ऑर्डर और अलग अलग रंग के लिए ƛ कैलकुलेट कर पाएंगे यह ग्रेटिंग एक तरीके का प्रिज्म है जैसे हमारे पास प्रिज्म में अलग अलग रिजॉल्विंग पावर और डिस्पर्सिव पावर होती है रिजॉल्विंग पावर अर्थात दो आसपास की वेवलेंथ को क्या अलग कर सकते हैं या नहीं जिसका मतलब यह नहीं है कि उन दो आसपास की वेवलेंथ का स्पेक्ट्रा हम लोग देख पा रहे हैं या नहीं यह रिजॉल्विंग पावर है जिसका मतलब ƛdƛ nN है यह छोटा n पहला ऑर्डर दूसरा आर्डर तीसरा ऑर्डर है वही बड़ा N लाइन की संख्या को दर्शाता है अर्थात ग्रेटिंग पर नंबर ऑफ लाइन ना कि नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर है यहां हम सारी लाइन जिस पर प्रकाश पड़ रहा है उनकी संख्या लेंगे यहां ग्रेटिंग दिया गया है इस पर संख्या इंच में दिए में दी गई हम इस इंच को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 25 से भाग कर देंगे 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइन आ रही है अर्थात बड़ा N हमने लिखा है कि यह बराबर होगा N mnx जिसमें n ऑर्डर m नंबर ऑफ लाइंस पर इंच और x सोर्स की चौड़ाई के बराबर हैं यहां सोर्स की चौड़ाई स्लिट की चौड़ाई बराबर है क्योंकि जितनी स्लिट कि चौड़ाई होगी उतनी ही जगह से प्रकाश आकर ग्रेटिंग पर पड़ेगा हम यहां पर x को इस के बराबर ले रहे हैं यहां से हमें पता चलेगा कि ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर कितनी है ज्यादातर डाटा हमारे पास होता है जंगली हमें कुछ भी चीजें निकालनी पड़ती हैं हमें स्लिट की चौड़ाई को केवल 1 सेंटीमीटर के आसपास लेना होगा ताकि उतनी ही जगह से प्रकाश आकर ग्रेटिंग पर गिर सके यही कारण है कि x1cm लेते हैं और Nnm करते हैं यहां अलग अलग ऑर्डर के लिए हम लोग अलग अलग रिकॉर्डिंग पावर की गणना करते हैं रिजॉल्विंग पावर ज्यादातर m यानी कि नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर पर निर्भर करती है और डिस्पर्सिव पावर dθdƛ होती है अगर आप यहां से dθdƛ निकाल लेते हैं तो यह होगा nd cosθ यहां पर n तो आर्डर है और d ग्रेटिंग एलिमेंट है जो कि 1m के बराबर है और अलग अलग आर्डर का थीटा निकलेगा और यह थीटा प्राप्त करके हम अलग अलग ऑर्डर के लिए उस ग्रेटिंग का डिस्पर्सिव पावर निकाल लेंगे यह तीनों वर्किंग फार्मूला है जो कि इस प्रकार है ƛ d sinθn sinθmn यहां पर m की गणना हम उपलब्ध जानकारी से कर लेंगे अब हमें केवल अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग ऑर्डर के लिए थीटा को निकालना होगा और इसी एकत्रित जानकारी से हम ग्रेटिंग की डिस्पर्शन पावर भी निकाल सकते हैं तो गणना कैसे होगी यह हम इस प्रकार से करेंगे सबसे पहले हम प्रयोग के लिए प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे मुझे लगता है आप इससे अब अच्छी तरीके से परिचित हो चुके होंगे क्योंकि इससे पहले भी हमने इसका इस्तेमाल करके और सारे प्रयोग किए हैं लेकिन इस बार हम पहली बार प्रिज्म टेबल पर प्रिज्म की जगह ग्रेटिंग का प्रयोग करके प्रदर्शन करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर के दो वर्नियर कांस्टेंट वर्नियर 1 और वर्नियर 2 और नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट लेंथ यह सभी जानकारी को हम लिख लेंगे यदि यह m पर इंच में दिया है तो उसे आपको पर सेंटीमीटर में पर सेंटीमीटर में बदलना होगा जिसके बाद आपको ग्रेटिंग एलिमेंट d को निकालना होगा जो बराबर होगा 1m जिसके बाद ग्रेटिंग की धरातल पर प्रकाश की नॉर्मल इंसीडेंस वाली अवस्था के लिए टेबल 1 को अपनी कॉपी में बनाएँगे जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे पहले हमें स्पेक्ट्रोमीटर को सपाट करना होगा और उसके बाद समानांतर किरणें प्राप्त करने के लिए तनाव विधि का प्रयोग करना होगा इसके बाद हमारा स्पेक्ट्रोमीटर ग्रेटिंग के प्रयोग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा मैं इस टेबल के माध्यम से आपको आगे की प्रक्रिया समझाने की कोशिश करता हूं उससे पहले हमें ग्रेटिंग की धरातल को इस तरह से करना होगा कि इंसीडेंट होने वाले प्रकाश इस पर नॉर्मल पड़े इसके लिए हमें बिना ग्रेटिंग के टेलीस्कोप की सीधी गणना करनी होगी जिसके बाद टेलीस्कोप को 90 डिग्री के कोण पर रख देंगे और फिर किसी भी एंगल पर रख देंगे और उसे नोट कर लेंगे यह हमें डायरेक्ट रीडिंग देगा जिसके बाद हम लोग 90 डिग्री आर 45 डिग्री वाली रीडिंग लेंगे इसके बाद हम ग्रेटिंग को प्रिज्म टेबल के ऊपर रखे और इसे इस तरह से घूम आएँगे कि हमारे पहले से ही 90 पर रखे टेलीस्कोप से हमें ग्रेटिंग से आने वाला रिफ्लेक्टिव प्रकाश दिख दे यदि हम को यह ग्रेटिंग से रिफ्लेक्ट हुई किरण मिल जाती है तो हम प्रिज्म टेबल को इंसिडेंट लाइट के हिसाब से 45 डिग्री पर घूमा देंगे अब इस प्रिज्म टेबल को दिशा के अनुसार 45 डिग्री या 135 डिग्री और घूम देंगे क्योंकि अगर हम लोग दूसरी दिशा में घूम आते हैं तो तो यह 135 डिग्री के एंगल पर सेट हो जाएगा इस तरह से अब हम जो भी रीडिंग लेंगे उसे बनाई हुई पहली टेबल में लिख लेंगे जिसके बाद हम लोग दूसरी टेबल पर चले जाएंगे दूसरी टेबल मैं हम डिफ़्रैक्शन का कोण निकालने के लिए आवश्यक जानकारी को नाप कर लिखेंगे यह डिफ़्रैक्शन का कोण हमें अलग अलग रंग और अलग अलग आर्डर के लिए मिलेगा इस तरह से हम यहां पर सिर्फ पहले और दूसरे ऑर्डर के लिए जानकारी को लिखेंगे और इसके बाद के आर्डर को छोड़ देंगे क्योंकि इनकी तीव्रता बहुत ही घट जाती है जिसकी वजह से इन्हें देखना और इनकी जानकारी लेना बहुत ही कठिन हो जाता है यह नीले रंग के लिए पहला आर्डर और दूसरा आर्डर की जानकारी के लिए है इसके लिए हम दोनों प्रकार के वर्नियर से पहले और दूसरी ऑर्डर के लिए रीडिंग लेंगे हम रीडिंग को मेन स्केल वर्नियर 1 और वर्नियर 2 से डिफ़्रैक्शन का कोण निकालने के लिए टेलीस्कोप की बाई ओर से लेना शुरू करें और ऐसा करते करते बाएं ओर से दूसरी तरफ चलेंगे जैसे हम इसे से दूसरा आर्डर बोल रहे हैं इसी प्रकार से केंद्रित के मैक्सिमा की दूसरी और हमें ऐसा ही दूसरा आर्डर मिलेगा यहां से हम कह सकते हैं कि यह केंद्र के दोनों और एक समान है इस तरफ भी हमें पहला दूसरा तीसरा इत्यादि आर्डर देखने को मिलेंगे इसीलिए हम टेबल में लेफ्ट साइड और राइट साइड लिख रहे हैं हम एक निर्धारित रंग का पहले और दूसरे आर्डर को लेंगे इस निर्धारित रंग के लिए दूरतम लेफ्ट दिशा हमें सबसे पहले दूसरा आर्डर मिलेगा उसके बाद इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इसका पहला ऑर्डर और इसी दिशा में और आगे जाने के बाद दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे जहां हमें फिर से पहले आर्डर उसके बाद दूसरा आर्डर मिलेगा और उस की वर्नियर 1 और वर्नियर 2 से रीडिंग को हम लिख लेंगे हम दूसरे रंग जैसे कि हरा पीला इत्यादि इनके लिए भी इसी प्रकार से रीडिंग लेंगे उसी दिशा में चलते हुए हम पहला आर्डर नीले रंग के लिए हरे रंग के लिए और पीले रंग की रीडिंग को लेंगे इस तरह चलते हुए हम केंद्र फ्रिंज पर पहुंच जाएंगे और इसकी दूसरी और चलेंगे यहां भी हमें पहला आर्डर मिलेगा जिसमें अलग अलग रंग की लाइन होगी हम इन्हें भी नाप कर लिखते रहेंगे और इसी तरह इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सेकंड ऑर्डर के भी सभी रंगों के लिए रीडिंग को लिखेंगे और फिर इससे कोड को नापने का प्रयास करेंगे अब इन दोनों रीडिंग के बीच का अंतर हमें 2θ देगा हम पहले और दूसरे ऑर्डर के लिए इस 2θ का औसत निकाल लेंगे और इसका आधा करने के बाद हमें अलग अलग रंगों और अलग अलग आर्डर के लिए डिफ़्रैक्शन का कोड मिल जाएगा इस तरह से हम अलग अलग रंगों के डिफ़्रैक्शन के कोड की औसत मूल्य निकाल लेंगे इस गणना के बाद हम मर्करी सोर्स के लिए लाइन के वेवलेंथ को अलग अलग रंग पर निकालेंगे यहां यह m1d के बराबर है यह वही सप्लाइड वेल्यू या कैलकुलेटेड वेल्यू है यहां हम अलग अलग आर्डर के अलग अलग रंग पर लिए आए डिफ़्रैक्शन के कोण के मूल्य को भी लिख लेंगे और इस प्रकार से ƛ निकाल लेंगे और बाद में इसका औसत कर देंगे यह तो एक तरीका था दूसरे तरीके में हम ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फार्मूला क्या होगा मुझे लगता है की यही फार्मूला होगा और आप ऑर्डर वर्सेस साइन थीटा को प्लॉट करेंगे ऐसा करने के लिए आप को 3 4 ऑर्डर की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन इन्हें नापना बहुत ही कठिन कार्य है अगर ग्रेटिंग की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी नहीं है तो उस अवस्था में दूसरे आर्डर के बाद कुछ भी प्राप्त करना बहुत ही कठिन हो जाता है हालांकि यह एक मुश्किल कार्य है लेकिन इस तरीके से भी हम वेवलेंथ को निकाल सकते हैं साइन थीटा वर्सेस n को प्लाट करने के बाद आपको उस ग्राफ की ढाल को निकालना होगा जो की 𝛌d के बराबर है हमें वह तरीका नहीं अपनाना है क्योंकि हमारे सेट अप हम केवल सेकंड ऑर्डर तक जा रहा है और उसके आगे के आर्डर बहुत ही कमजोर हैं इसीलिए हम दोनों ऑर्डर से आई वेवलेंथ की औसत को निकालेंगे जिसके बाद आप डिस्पर्सिव पावर या रिजॉल्विंग पावर को अलग अलग रंग और अलग अलग ऑर्डर के लिए गणना कर सकते हैं हम पहले से ही डिफ़्रैक्शन के कोड और ग्रेटिंग की नंबर ऑफ लाइन की संख्या को जानते हैं यहां N m x है और हम m का मूल्य जानते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस x को नहीं ना पाएंगे क्योंकि हमने देखा कि प्रकाश का संसर्ग केवल 1 सेंटीमीटर है और अब यहां से हम रिजॉल्विंग पावर की गणना भी करेंगे यहां हम N को m रेखाएं प्रति सेंटीमीटर लेंगे और इस फार्मूला के हिसाब से एंगुलर डिस्पर्शन निकालेंगे इस तरीके से आप प्रयोग में मिलने वाली जानकारी को निकाल कर उससे गणना करके अलग अलग पैरामीटर प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद त्रुटि कैलकुलेट कर सकते हैं यहां वेवलेंथ के लिए हम यह ƛ d sinθn sinθmn लिख सकते हैं अब हम log लेंगे और वहां से 𝛿 ƛƛ निकालेंगे यहां mn रेखा की संख्या और आर्डर की संख्या है जीने ना अपने में हमने कोई भी भूल नहीं किए इसीलिए हम इन्हें हटा देंगे और सिर्फ यही हिस्सा 𝛿θtanθ से ही प्रयोग में हुई भूल को निकालेंगे यहां मैंने 2𝛿θ लिखा है क्योंकि थीटा को हम θ2 θ1 करके निकाल रहे हैं यह ली गई दो रीडिंग का अंतर है इसलिए हम यहां पर 2𝛿θ ले रहे हैं जिसमें 𝛿θ लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट है इसी प्रकार रिजॉल्विंग पावर भी mnx के बराबर होगा जहां अगर हम x को स्लिट माइक्रोमीटर की मदद से गणना कर लेते हैं तो हमें भूल मिल सकती है लेकिन यहां हम इस तरीके से नहीं गणना करेंगे और हम x को केवल 1 cm मानेंगे और उसके बाद कोई भी भूल नहीं रहेगी इसी प्रकार डिस्पर्सिव पावर के लिए भी फार्मूला होगा जिसमें हम log लेकर डिफरेंटशिएट कर देंगे जिससे आपको 𝛿nn 𝛿mm 𝛿θcotθ मिल जाएगा यहां 𝛿nn 𝛿mm दोनों ही शून्य के बराबर होंगे और सिर्फ यह हिस्सा बचेगा यह 𝛿θcotθ त्रुटि होगा इस तरह से डिस्पर्सिव पावर में त्रुटि की गणना कर रहे हैं यह सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है और प्रयोग करने से पहले इन्हें समझना बहुत जरूरी है आप अपनी टेबल के साथ तैयार रहिए अब मैं यही रुकता हूं आप सब का ध्यान देने के लिए धन्यवाद